तो हम अगला विषय शुरू कर रहे हैं जो वास्तव में ईलेक्ट्रोमेकेनिकल एनर्जी कंवर्सन है अब तक हमने ईलेक्ट्रिकल मशीन्स के संदर्भ में जो देखा है वह ट्रांसफार्मर है जो मूल रूप से एक स्टेटिक मशीन है कोई रोटेशन नहीं है इसमें कोई मूवमेंट नहीं है और यही कारण है कि एयर गेप बहुत कम था और जब एयर गेप कम होता है मैग्नेटाइज़िंग करंट भी सामान्य रूप से कम होती है वही हमने पहले बात की थी एक ट्रांसफार्मर की तुलना में यदि हम किसी अन्य मूविंग मेकेनीस्म को देखते हैं जो कि एक रोटेटिंग मशीन या ट्रांसलेशनल मशीन है तो उन सभी वस्तुओं में निश्चित रूप से स्थिर भाग और घूर्णन भाग के बीच कुछ एयर गेप होता है तो यह निश्चित रूप से करंट की अधिक मात्रा लगेगी अगर फ्लक्स को एयर गेप में से प्रवाहित होना है तो इसके लिए अधिक करंट की आवश्यकता होगी इसलिए एक नियम के रूप में कोई भी मूविंग मेकेनीस्म अधिक मात्रा में मैग्नेटाइज़िंग करंट की मांग करने वाला है तो हम वास्तव में ईलेक्ट्रिकल से मेकेनिकल एनर्जी कंवर्सन देखने जा रहे हैं तो एक उदाहरण एक एक्ट्यूएटर या एक रिले है एक एक्ट्यूएटर से हमारा क्या मतलब है अगर हम कहें कि मेरे पास इस तरह की एक स्ट्रक्चर है मैं बस ऐसे ही एक स्ट्रक्चरलेने जा रहा हूं जो कुछ इस तरह है और मैं चाहता हूं कि कोई दूसरा टुकड़ा आए और इस गैप को बंद कर दे और यह गैप सामान्य तौर पर बहुत ज़्यादा है यह बिल्कुल बंद नहीं होने वाला है यदि मैं चाहता हूं कि यह केवल कुछ इन्स्टिगेशन कुछ स्टिम्युलेशन पर बंद हो मैं इसे अन्यथा बंद नहीं करना चाहता तो ये एक मूविंग पार्ट होने जा रहा हूं जो कि है यह भी शायद आइरन से बना है और यह शायद एक स्प्रिंग के माध्यम से एक फिक्स्ड फ्रेम से जुड़ा होने जा रहा है यह एक इनडक्टेन्सनहीं है क्योंकि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में हम हमेशा सोचते हैं कि यह एक इनडक्टेन्स है हम कहते हैं कि यह इनडक्टर नहीं है यह एक स्प्रिंग है स्प्रिंगशायद किसी बिंदु पर आइरन के इस टुकड़े को पकड़ रहा है जो इस विशेष "C" आकार के मेग्नेट से दूर है तो अगर मेरे पास वास्तव में इस "C" आकार के मेग्नेट के चारों ओर एक कोइल है और अगर मैं इसमें से एक करंट प्रवाहित करता हूं केवल जब मैं एक करंट प्रवाहित करता हूं तो "C" आकार का आइरन का टुकड़ा चुंबकित होने वाला है और यह आइरन के इस टुकड़े को आकर्षित करेगा अगर मैं कहूं कि यह भी आइरन से बना है जो आकर्षित होने वाला है इसलिए यदि इसे अट्रेक्ट होना है तो स्प्रिंग की क्रिया को कम करने के लिए करंट पर्याप्त मजबूत होना चाहिए और इसे स्प्रिंग मेकेनीस्म के तंत्र पर हावी होना होगा तभी यह इसे खींच पाएगा तो यह आमतौर पर एक एक्ट्यूएटर के रूप में जाना जाता है एक्ट्यूएटर एक ऐसा मेकेनीस्म है जिसमें एक ट्रांसलैशनल मूवमेंट हो सकता है जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने करंट प्रवाहित कर रहे हैं ये मैकेनिज्म जो एक मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है तो यह मूलरूप से एक एलेकट्रोमेग्नेटिक अक्टूएशन मैकेनिज्म है इसे कभी कभी रिले भी कहा जाता है एक रिले आमतौर पर एक पॉवर सिस्टम में कुछ प्रोटेक्टिव फीचर्स के लिए उपयोग किया जाता है उदाहरण के लिए अगर मेरे पास एक पॉवर सिस्टम है जिसमें 1000 A का करंट माना जाता है अगर करंट 1000 A से अधिक हो जाता है मान लिया जाए कि यह 1200 A तक चला जाता है तो तुरंत एक प्रोटेक्शन सिस्टम को कार्य करना चाहिए क्योंकि इसे यह समझ लेना चाहिए कि कहीं तो कुछ ओवरलोड है संभवत कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है इसलिए ली गई वर्तमान करंट ज़्यादा है ली गई वर्तमान करंट ज़्यादा है और मुझे यह सुनिश्चित करना है कि किसी तरह सर्किट क्लीयर हो जाए इसलिए जब तक फॉल्ट क्लियर नहीं हो जाए तब तक मैं उस विशेष लोड को फिर से सक्रिय नहीं कर सकता तो जिस पल यह ओवर करंट सेन्स करता है इसे तुरंत किसी स्विच को खोल देना चाहिए ऐसा ही हमारे घरों में भी होता है कई सर्किट ब्रेकर के संदर्भ में आपने मेन बॉक्स में देखा होगा सर्किट ब्रेकर आमतौर पर जल्द से जल्द कार्य करते हैं क्योंकि जैसे ही कोई ओवर करंट हो इसलिए यदि किसी भी कमरे या किसी भी लोड्स में शॉर्ट सर्किट के संकेत हैं तो तुरंत यह खुल जाएगा तो क्या होता है आम तौर पर एक रिले या एक्चुएटर मैकेनिज्म भी होता है जिस क्षण करंट एक पर्टिक्युलर वेल्यू से ज़्यादा चला जाता है तुरंत मेग्नेटिक पुल काफी बढ़ जाता है जिसके कारण कुछ स्विचखुल जाते हैं या कुछ स्विच बंद हो जाता है यही होता है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग करते हुए ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन के विशिष्ट उदाहरण हैं लेकिन हम मुख्य रूप से रोटेशनल मैकेनिज्म पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और आपको यह भी महसूस करना चाहिए कि इस तरह का एक्ट्यूएटर या रिले एक ही बार होने वाली प्रक्रिया है हो सकता है कि अगर मुझे वास्तव में एक बार एक प्रोटेक्टिव फीचर की आवश्यकता होती है तो फिर से इसे रिसेट करना होगा फॉल्ट होने पर यह फिर से काम करेगा यह एक कंटिन्युवस एनर्जी कंवर्सन नहीं है जबकि जनरेटर या मोटर ईलेक्ट्रिकल टू मेकेनिकल या मेकेनिकल टू ईलेक्ट्रिकल एक कंटिन्युवस एनर्जी कंवर्सन मैकेनिज्म तंत्र है हम रोटेशनल मशीन्स में कंटिन्युवस एनर्जी कंवर्सन मैकेनिज्म ले रहे हैं तो हम जो विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं वह है इलेक्ट्रिकल रोटेटिंग मशीन जो वास्तव में कंटिन्युवस एनर्जी कंवर्सन मैकेनिज्म होंगी यह वही है जो हम इस विशेष पाठ्यक्रम में पूरी तरह से देखने जा रहे हैं अब तक जो हमने बात की थी वह केवल एक स्टेटिक मशीन थी ट्रांसफार्मर भी एक मशीन है लेकिन यह एक स्टेटिक मशीन है तो अब जो हम अभी से देखने जा रहे हैं वह रोटेशनल मशीन है तो वास्तव में एक तरफ हो सकता है मेरे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट और यह एक मेग्नेटिक मीडियम के से गुजरने वाला है चूँकि वास्तव में मेग्नेटिक मीडियम सीधे किसी भी एनर्जी में योगदान नहीं करने वाला है यह केवल इलेक्ट्रिकल एनर्जीऔर मेकेनिकल एनर्जी के बीच एक कंडयूट के रूप में काम कर रहा है तो यदि मेरे पास इलेक्ट्रिकल टू मेकेनिकल एनर्जी कंवर्सन है तो अंततः मेकेनिकल आउटपुट होगा अब यह एक मेग्नेटिक मीडियम में से गुजर रहा है इसलिए हम इसे वास्तव में मोटरिंग ऑपरेशन कहेंगे जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित किया जाता है तो हम उसे मोटरिंग ऑपरेशन कहते हैं दूसरी तरफ यदि मैं वास्तव में इनपुट के रूप में मेकेनिकल एनर्जी दे रहा हूं और हम अंततः मेग्नेटिक मीडियम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट के रूप में उत्पादन करने जा रहे हैं तो हम इसे जनरेटर ऑपरेशन कहते हैं तो हम दोनों को देखेंगे कृपया समझें कि एक ही मशीन मोटर या एक जनरेटर दोनों के रूप में काम कर सकती है केवल एक चीज की आवश्यकता है या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट या मेकेनिकल एनर्जी इनपुट लेकिन एक मेग्नेटिक मीडियम होना चाहिए जो कि वास्तव में मौजूद भी होगा तो मेग्नेटिक मीडियम से जिसे हम वास्तव में देख रहे हैं वह एक इलेकट्रोमेग्नेट के रूप में होना चाहिए और हम उस सिस्टम को फील्ड सिस्टमकहते हैं और जहां यदि मोटर है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इनपुट के रूप में दिया जाता है या एक जनरेटर है तो इसे आउटपुट के रूप में लिया जाता है हम उस हिस्से को आर्मेचर कहते हैं तो विशेष रूप से हम इलेक्ट्रिकल मशीन में दो भाग करने जा रहे हैं हम उनमें से एक को फील्ड सिस्टम और दूसरे को हम आर्मेचर सिस्टम कहते हैं और जब हम फील्ड सिस्टम को देख रहे हैं तो यह वास्तव में स्टेशनरी पोर्षन हो सकता है या यह रोटेशनल पोर्षन हो सकता है कोई समस्या नहीं उसी तरह आर्मेचर स्टेशनरी हो सकता है आर्मेचर रोटेशनल हो सकता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैंने किस तरह का मैकेनिज्म तैयार किया है उदाहरण के लिए अगर मैं डीसी मशीन के बारे में बात करने जा रहा हूं तो आमतौर पर हम फील्ड सिस्टम को स्टेटर देखते है आर्मेचर सिस्टम को रोटर के रूप में देखते है जबकि यदि मैं उदाहरण के लिए मूल रूप से सिंक्रोनस मशीन को देख रहा हूं जिसके बारे में हम पाठ्यक्रम के अंत में बात करेंगे तो फील्ड रोटर में रखा जाएगा और आर्मेचर को स्टेटर में रखा जाएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह इसके विपरीत भी हो सकता है यह काम करेगा लेकिन लॉजिस्टिक उद्देश्य की सुविधा के लिए हम आम तौर पर दोनों अलग अलग पोर्षन्स की व्यवस्था इस तरह से करते हैं इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे स्टेटर में फील्ड रखना है या रोटर में फील्ड रखना है वास्तव में कुछ इलेक्ट्रिकल मशीनें में जो हमारे मशीन लेबॉरेटरी में हैं जो दूसरे ब्लॉक में हैं हमारे पास सिंक्रोनस मशीन है जिनमें वास्तव में फील्ड सिस्टम स्टेटर में और आर्मेचर रोटर में है और यह अभी भी काम करती है यह एक लेबॉरेटरी है इसलिए कुछ भी हो जाता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हम डिजाइन और बाकी चीजों को इस तरह देखने नहीं जा रहे हैं यह अनिवार्य रूप से यह प्रदर्शित करने के लिए है कि दोनों तरीके से ये काम करेगा यही कारण है कि यह वैसा ही है जब तक हमारी इलेक्ट्रिकल मशीनों का संबंध है तो हम कहते हैं कि मेरे पास ईलेक्ट्रोमेकेनिकल एनर्जी कंवर्सन सिस्टम्स में सबसे पहले है मुख्य रूप से तीन भागों को देखने के लिए एक है इलेक्ट्रिकल इनपुट जब भी मैं एक इलेक्ट्रिकल इनपुट के बारे में बात कर रहा हूँ इसका मतलब है कि मेरे पास कुछ अप्लाइड वोल्टेज है कुछ करंट प्रवाह होना चाहिए जिसके कारण निश्चित रूप से कुछ I2R लोसेस भी होंगे इसलिए इसी के अनुसार इलेक्ट्रिकल इनपुट सिस्टम में होने वाले लोसेस भी I2R लोसेस होंगे इसी तरह अगर मैं सामान्य रूप से मेग्नेटिक मीडियम को देखता हूं तो मैं देख सकता हूं कि फील्ड एनर्जी में भी कुछ वृद्धि हुई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जानते हैं कि Vidt या Eidt है जबकि अगर मैं फील्ड एनर्जी के बारे में बात कर रहा हूं जाहिर है कि इसे इनडक्टेन्स के साथ जोड़ा जाना चाहिए आमतौर पर 12Li2 मतलब कि हम उस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं जो फील्ड या मेग्नेटिक फील्ड से जुड़ी है लेकिन इसके साथ ही मुझे कोर लोसेस हो सकते है जिनके बारे में हमने पहले से ही ट्रांसफार्मर में बात की है मेग्नेटिक फील्ड और कोर लोसेस आम तौर पर मशीन के साथ जुड़े होंगे केवल अगर मैं आल्टर्नेटिंग करेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं हिसटीरेज़िस लॉस और एडी करेंट लॉस हमें तभी होगा जब आल्टर्नेटिंग करेंट्स आएगा नहीं तो हमें ये लोसेस नहीं होंगे और तीसरे प्रकार का सबसिस्टम जो ईलेक्ट्रोमेकेनिकल एनर्जी सिस्टम का हिस्सा है वो है मेकेनिकल सिस्टम तो मेकेनिकल सिस्टम को भी लोसेस होंगे जो फ्रीक्षण एंड विंडेज लोसेस है वास्तव में ये क्षण एंड विंडेज लोसेस वो दो लोसेस हैं जो सामान्य रूप से किसी भी मेकेनिकल सिस्टम में होने वाले हैं फ्रीक्षण मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं विंडेज क्या है कोई भी विचार विंडेज क्या है विंडेज आप सभी जानते हैं विंडेज क्या है विंडेज हवा के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए यदि मैं वॅक्यूम में मशीन चला रहा हूं तो मुझे इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा लेकिन दुर्भाग्य से हम मशीन को वॅक्यूम में नहीं चलाते हैं हम हमेशा इसे एक पर्यावरण जो शायद एयर से भरा है में चलाते हैं इसलिए जब मशीन घूमती है तो उसे निश्चित रूप से आसपास की एयर को विस्थापित करना पड़ता है तो एयर मशीन की गति को कुछ प्रतिरोध की पेशकश करने जा रही है एयर की उपस्थिति के कारण उस हुए विशेष लॉस को विंडेज के रूप में जाना जाता है और यह अधिक होगा यदि मशीन तेजी से घुमने की कोशिश कर रही है क्योंकि इसमें एयर को अधिक विस्थापित करना है इसलिए यह फेन की तरह है जब फेन बहुत तेजी से घूम रहा है आप देखते हैं कि अधिक से अधिक एयर आपको मिलती है तो आमतौर पर आप यह देखने जा रहे हैं कि यह विशेष विंडेज हमेशा जिस स्पीड से मशीन घूम रही है पर निर्भर है यदि मशीन कम गति से घूमता है तो विंडेज लोस कम हो जाता है अगर यह उच्च गति पर घूम रहा है तो आप देखेंगे कि विंडेज लोस अधिक हैं और सामान्य रूप से अभिव्यक्ति में हम कह सकते हैं विंडेज लोस वास्तव में आनुपातिक है अगर मैं इसे T के रूप में लिखता हूं तो मैं लॉस टॉर्क कह रहा हूं आम तौर पर हम वॉट के रूप में लोसेस के बारे में बात करते हैं लेकिन यहां मैं इसे टॉर्क के रूप में बात कर रहा हूं तो विंडेज लोस 2 या speed2 के आनुपातिक है इसलिए मुझे विंडेज से जुड़ी पॉवर या विंडेज से जुड़े पॉवर लोस को 3 के समानुपाती होना चाहिए क्योंकि T पॉवर है इसलिए मैं कह सकता हूं कि T विंडेज के अनुरूप 2 के अनुपात में या विंडेज के अनुरूप पावर 3 के आनुपातिक होंगे छात्र विंड का वेलोसिटी कहाँ है प्रोफेसर विंड का वेलोसिटी कहाँ है हम यह कहते हैं कि मैं एक कमरे में मशीन को घुमा रहा हूं विंड वास्तव में नहीं है हम इसे वैसे ही स्थानांतरित करने की उम्मीद नहीं कर रहे हैं यह लगभग स्थिर है जिसके कारण आप प्राप्त करेंगे सीधे जो भी रोटेटिंग स्पीड है उससे आपके लॉस टॉर्क या पॉवर की गणना हो जाएगी यदि आप उदाहरण के लिए एक एलिवेटर को देख रहे हैं जो संभवतः एक टॉवर में जा रहा है जिसकी ऊंचाई लगभग 112 फ्लोर्स के बराबर है तो यह शायद एक मिनट के एक अंश में पूरी ऊंचाई से गुजरने वाला है इसलिए इसका अर्थ है इसे विंड कॉलम के बीच से होकर गुज़रना होगा तो आप जानते हैं कि यह मॉडल बहुत यथार्थवादी होगा क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यह विंड विंडेज टॉर्क विंड वेलोसिटी के वर्ग के आनुपातिक होगा यह किस वेलोसिटी से चल रहा है क्योंकि फ्रीक्षण लोस सीधे वेलोसिटी के वर्ग आनुपातिक नहीं होगा तो हम मूल रूप से दो घटकों को देख रहे हैं एक स्टॅटिक फ्रीक्षण की तरह है वास्तव में फ्रीक्षण में भी हम विभिन्न चीजों को देखेंगे विस्कस फ्रीक्षण के आनुपातिक होगा स्टॅटिक फ्रीक्षण पर बिल्कुल निर्भर नहीं होगा तीसरा स्टॅटिक फ्रीक्षण प्रारंभिक फ्रीक्षण घटक है जिसे स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक होगा प्रारंभिक गति और तीसरा घटक विंडेज है तो आपके पास मूल रूप से तीन घटक होंगे यदि आप वास्तव में सभी फ्रीक्षण मात्राओं के लिए पूरी तरह से एयर स्प्लिटिंग करना चाहते हैं मेग्नेटिक फील्ड के मामले में लीकेज फ्लक्स देखिए यदि आप मेग्नेटिक फील्ड में लीकेज फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वह वास्तव में किसी भी पॉवर लॉस से अधिक वोल्टेज ड्रॉप के रूप में गिना जाएगा इसे पॉवर लोस में नहीं गिना जाएगा हम मुख्य रूप से रियल पॉवर लोसेस के बारे में बात कर रहे हैं जबकि अगर आप आइरन लोसेस के बारे में बात कर रहे हैं जो स्पष्ट रूप से रियल पॉवर लोसेस है क्योंकि यह हीटिंग में योगदान देगा जबकि लीकेज फ्लक्स हीटिंग के लिए योगदान नहीं करने वाला है यह केवल वोल्टेज ड्रॉप में जाएगा ठीक है इसलिए आम तौर पर हमें लिखना चाहिए कि अगर यह एक मोटरिंग मैकेनिज्म है dWe जो कि एक छोटी अवधि के लिए इलेक्ट्रिकल पॉवर इनपुट है जो कि फील्ड एनर्जी में जो कुछ भी वृद्धि के साथ साथ मेकेनिकल एनर्जी में वृद्धि और कोर लोसेस के बराबर होना चाहिए मुझे सभी लोसेस को शामिल करना होगा और यह एक मोटर के लिए सही है क्योंकि हम इनपुट के रूप में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं यदि मैं इसे जेनरेटर के लिए लिख रहा हूँ तो मुझे dWedWfdWmlosses लिखनी हैं क्योंकि जेनरेटर के मामले में मैं जो इनपुट दे रहा हूँ वह मेकेनिकल एनर्जी है और जो मुझे आउटपुट के रूप में मिल रहा है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और जो कुछ भी फील्ड एनर्जी में वृद्धि है वो सिर्फ आकस्मिक है मैं वास्तव में ऐसा करने का इरादा नहीं कर रहा हूं लेकिन यह सिर्फ आकस्मिक है मैं वास्तव में फील्ड एनर्जी को बढ़ाने के लिए कठिन प्रयास नहीं करने जा रहा हूं जो मैं वास्तव में चाहता हूं वह मेकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मेकेनिकल एनर्जी में रूपांतरण है मुझे फील्ड एनर्जी बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन अगर एयर गेप कम हो रहा है तो शायद फ्लक्स बढ़ जाएगा जिसकी वजह से शायद मेरी फील्ड एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी जो कि सिर्फ आकस्मिक है यह वास्तव में विशेष रूप से फील्ड एनर्जी में किसी भी वृद्धि का कारण नहीं बनने वाला है मैं इन दोनों के बारे में विशेष रूप से चिंतित हूं और मैं जितना संभव हो लोसेस को कम से कम करना चाहूंगा तो आइए हम सबसे पहले इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए देखें कि क्या हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मेकेनिकल एनर्जी रूपांतरण प्रक्रिया के लिए एक एक्सप्रेशन प्राप्त करने में सक्षम होंगे क्या हम फोर्स या टॉर्क के लिए एक एक्सप्रेशन प्राप्त कर पाएंगे हम वास्तव में इसे कैसे करते हैं इस विशेष अध्याय में हम यही करने जा रहे हैं हम मूल रूप से यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल से मेकेनिकल या मेकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी रूपांतरण कैसे होता है और क्या हम टॉर्क या फोर्स के लिए एक एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकते हैं ताकि हम इसे बाद में उपयोग कर सकें तो मुझे सबसे पहले वही मैकेनिज्म लेना चाहिए तो हम सबसे पहले स्पष्ट रूप से समझने वाले हैं कि फील्ड एनर्जी क्या है हम अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाए हैं कि फील्ड एनर्जी क्या है हमें सिर्फ़ 12Li2पता है लेकिन हम वास्तव में इसे कैसे इसकी मात्रा निर्धारित करने जा रहे हैं हम यही देखना चाहते हैं ठीक है तो इसके लिए मुझे फिर से वही मैकेनिज्म लेना चाहिए जो शायद मैंने पहले बनाया था मैं इसे C की तरह बना रहा हूं और फिर शायद मेरे पास यहां एक और टुकड़ा है यहां दो टुकड़े हैं दोनों मेग्नेटिक या फेरो मेग्नेटिक के बने है और हम कहते हैं कि यह एक फ्रेम से जुड़ा हुआ है जो कि स्प्रिंग के माध्यम से एक फिक्स्ड फ्रेम है ठीक है अब मैं एक कोइल इसके आसपास फेरने जा रहा हूँ जिसमें करंट i प्रवाहित होने जा रहा है ठीक और जब वास्तव में मैं एक वोल्टेज लगा रहा हूं तो शायद मेरे पास करंट होगी जो निर्भर करेगी कि रेज़िस्टेन्स क्या है और इनडक्टेन्स क्या है यदि यह उदाहरण के लिए डीसी है तो मैं कह सकता हूं सीधे तौर पर iVR यदि यह एसी है तो निश्चित रूप से एक इनडक्टेन्स ड्रॉप भी होगा और दूसरी तरफ इंड्यूस्ड EMF होगा जो कि इंड्यूस्ड EMF है अब हम कहते हैं कि दूरी कुछ x की तरह है यह दूरी एयर गेप के रूप में है ठीक है अब जब वास्तव में करंट प्रवाहित नहीं हो रही थी तब भी शायद मैं x दूरी पर था और जब करंट प्रवाहित हो रही है यदि करंट पर्याप्त मजबूत नहीं है तो मैं हूँ निश्चित रूप से अभी भी उस दूरी को x के रूप में बनाए रखा जा रहा है क्योंकि चाहे ना चाहे स्प्रिंग को उस विशेष स्थान पर पकड़ना है तो यदि मैं वास्तव में प्लॉट करता हूं कि जैसे मैं करंट बढ़ाता हूं तो मेरा फ्लक्स कैसे बढ़ रहा है या मैं लिख सकता हूं N कैसे बढ़ रहा है किसी भी तरह से यह ठीक है N टर्न्स की संख्या है इसलिए मैं बस टर्न्स की संख्या को फ्लक्स से गुणा करता हूं और मैं उस मात्रा को कह रहा हूं क्योंकि हम सामान्य रूप से Nddte लिखते है इसलिए मैं N को λ के रूप में लिखने जा रहा हूं और मैं इसे फ्लक्स लिंकेज कहता हूं यह फ्लक्स कितनी बार लिंक हो रहा है कुल मेग्नेटिक पाथ का पता चल जाता है तो मैं इसे N कह रहा हूं इसलिए अगर मैं इसे प्लॉट करता हूं तो हम मूल रूप से जानते हैं कि मैं जैसा करंट में बढ़ाऊँगा वैसा ही यह भी बढ़ेगा और यह कुछ सॅचुरेशन तक पहुंच जाएगा यह सामान्य रूप से हमारे मेग्नेटाईज़ेशन की कॅरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर मैं x के और बड़े होने की बात कर रहा हूँ तो डिस्टेन्स और बड़ी होगी बहुत स्पष्ट रूप से यह अपने आप को बड़े और बड़े एयर गेप के लगभग कर रहा है और एयर गेप की रिलक्टेन्स आइरन पाथ के रिलक्टेन्स पर हावी होगा तो यह और अधिक लीनीयर हो जाएगा यदि मेरे पास एक बड़ा एयर गेप है तो मेरे पास अधिक से अधिक लीनीयर कॅरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर मेरे पास छोटा एयर गेप है तो मेरे पास अधिक से अधिक नॉन लीनीयर कॅरेक्टरिस्टिक्स होगी क्यूंकी आइरन बीच में आने के कारण और किसका रिलक्टेन्स हावी हो रहा है मुझे इसे देखना होगा तो अगर एयर गेप छोटा है तो बहुत नॉन लीनीयर मेग्नेटाईज़ेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स की तरह जा रहा हूं जैसे हमने ट्रांसफार्मर के मामले में देखा इस तरह से यह होने जा रहा है मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में क्या इनपुट दे रहा हूं इसे देखने की कोशिश करते हैं यह eidt होगा क्योंकि मैं I2R लोसेस का दुरुपयोग कर रहा हूं मैं इसे ध्यान में नहीं रखना चाहता हूं I2R लोसेस किसी भी ऊर्जा रूपांतरण की ओर नहीं जा रहे है यह केवल हीट रूप में ही अलग हो गया है तो इंड्यूस्ड EMFe के रूप में इनडक्टेन्स की ओर क्या अनिवार्य रूप से है यह कोइल के इनडक्टेन्स की ओर जा रहा है इसलिए मैं eidt को इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट के रूप में लिख रहा हूं अगर मैं मेकॅनिकल रूप में अन्य सभी लोसेस या कोर लोसेस की उपेक्षा करता हूं और इसी तरह मुझे dWedWfdWm चाहिए मैं लोसेस की उपेक्षा कर रहा हूं इसलिए मैं इन्हें नहीं लिख रहा हूं तो यह वास्तव में मेकेनिकल एनर्जी आउटपुट है और यह फील्ड एनर्जी या फील्ड एनर्जी में वृद्धि है मैंने वास्तव में अब तक किसी भी मूवमेंट के बारे में उल्लेख नहीं किया है क्योंकि मैंने वास्तव में पर्याप्त रूप से करंट नहीं दिया है इसलिए यह आइरन पीसेस नहीं आकर्षित कर पा रहा था इसलिए कोई भी मूवमेंट नहीं थी तो अगर मैं देखूं कि कितना मेकेनिकल एनर्जी आउटपुट है जब कोई मूवमेंट नहीं है तो यह मूवमेंट की अनुपस्थिति में शून्य होगा इसलिए जो कुछ भी मैंने आपूर्ति की वह फील्ड एनर्जी को बढ़ाने की दिशा में बढ़ा यह संकेत दे रहा है सही है मैं किसी भी मेकेनिकल आउटपुट को नहीं देखता हूं अगर मुझे इनपुट के रूप में जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया गया है जो कि eidt है वास्तव में पूरी फील्ड एनर्जी बनाने में चली गई है इसलिए अगर मैं कह रहा हूं कि eidt संयोगवश मेरी dWf बन जाती है और eddt है तो मुझे यह लिखना चाहिए ddtidt तो यह मुझे अनिवार्य रूप से id देगा इसलिए id किसी भी मूवमेंट की अनुपस्थिति में मुझे सीधे फील्ड एनर्जी देता है जो एक छोटी अवधि dt के लिए जमा हुई है बस यह बताने के लिए कि मैं i की किसी विशेष मात्रा को देख रहा हूँ और यदि मैं में एक छोटे से परिवर्तन को देख रहा हूँ यह पट्टी वास्तव में उस पट्टी के नीचे का क्षेत्रफल बताती है जो कि मेग्नेटाईज़ेशन विशेषता है यह मुझे dWf देने वाला है तो फील्ड एनर्जी 01id एक्सप्रेशन द्वारा दी गई है बशर्ते मुझे शायद पूरे चुंबकीय परिपथ की किसी विशेष स्थिति में कोई मूवमेंट न दिखाई दे मुझे यह कहना चाहिए अगर मुझे 01id मिल जाए तो मैं फील्ड एनर्जी प्राप्त करने में सक्षम होऊंगा उदाहरण के लिए अगर मैं यहाँ किसी विशेष मात्रा को देख रहा हूँ मान लीजिए यह 1 है मुझे 1 फ्लक्स लिंकेज पर wf चाहिए क्योंकि इसके लिए मेग्नेटाईज़ेशन विशेषता शून्य से 1id होगी यही मुझे उस विशेष चुंबकीय सर्किट से जुड़ी फील्ड एनर्जी देगा कि जब यह 1फ्लक्स लिंकेज तक पहुंचता है तो मैं इसे फिर से मेग्नेटिक सर्किट मेग्नेटिक सर्किट मात्रा के रूप में व्यक्त कर सकता हूं मेरे पास दो विशिष्ट मेग्नेटिक क्षेत्र इंटेन्सिटीस है हम कहते हैं कि कोर से जुड़ी हैं और एयर गेप से जुड़ी हैं आइए हम फिर से चुंबकीय सर्किट को देखने की कोशिश करें ये मेग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरह चलेगी इस तरह चलेगी और फिर इस तरह और फिर वापस आएगी अगर मैं एवरेज लेंग्थ लेता हूँ मुझे कहना चाहिए कि lc अधिक है क्योंकि lc में यह सब लंबाई और यह सभी लंबाई शामिल है और यह सब लंबाई और यह सब लंबाई भी यह सभी फेरो मैग्नेटिक कोर की है गेप लंबाई केवल इतनी है यह lg है यह भी एक और lg है यह बात है तो मेरे पास वास्तव में गेप की लंबाई छोटी होने जा रही हूं जबकि वास्तविक कोर लंबाई बहुत बड़ी होने जा रही है तो पूरे मेग्नेटिक सर्किट की लंबाई lclg है मैं इसे lg2 कह सकता हूं और यह भी lg2 है तो कुल मिलाकर यह lg है एक साथ यह lg हो जाता है तो मुझे यह लिखना चाहिए अगर इस मामले में MMF की बात करें तो यह MMF Ni होगा जो HglgHclc होगा यही वह कुल MMF है जो इस समय इस मेग्नेटिक सर्किट से जुड़ा होने वाला है तो अब मैं id को मेग्नेटिक सर्किट पेरामीटर्स के रूप में व्यक्त करना चाहता हूं इसीलिए मैं इससे होकर जा रहा हूँ ठीक है तो मैं मूल रूप से लिख सकता हूं कि i बराबर है क्यूंकी मैंने पहले ही लिखा है लिखा है इसलिए मैं NiHglgHclc लिख सकता हूं तो मैं उस i को यहां लिख सकता हूं ताकि मुझे i को फिर से ना लिखना हो मुझे d के लिए लिखने दीजिए सबसे पहले N लिखा इसे NBA लिखने दीजिए जहां A कोर का क्रॉस सेक्शन एरिया है मैं फ्रिजिंग नगण्य मान रहा हूं तो मैं मान रहा हूं कि क्रॉस सेक्शन एरिया हर जगह वही है ठीक है तो यह A है इसलिए NBA तो अगर मैं d लिखता हूं तो मैं मानता हूँ कि एरिया स्थिर है इसमें कोई डीफोर्मेशन नहीं है NAdB मुझे यह लिखना चाहिए मुझे सबसे पहले id लिखना चाहिए क्यूंकी सबसे पहले i को HclcNd लिखा गया है शायद यह NAdB है यह पहला भाग और दूसरा भाग है HglgNNAdB तो मुझे इसे इस तरह से लिखना चाहिए मुझे लगता है कि मैं जो भी फ्लक्स डेन्सिटी कोर के लिए देख रहा हूँ मुझे इसे लिखना चाहिए सबसे पहले मैं उसे रद्द करता हूँ और मुझे Al को कोर का आयतन लिखना चाहिए और मुझे इसी तरह इस Nऔर Nको रद्द कर देना चाहिए A को Ng से गुणा करके मुझे वायु आयतन लिखना चाहिए तो मैं कह सकता हूं कि wf जो कि id के बराबर है इस मामले में Hc होगा जो भी फ्लक्स डेन्सिटी B से विभाजित है वह कोर का होगा और मुझे इसे dB से गुणा करना चाहिए या मुझे इसे Hc रखना चाहिए लेकिन मैंने इसे Bc से विस्थापित किया है अगली बार मैं इसे कोर का होगा और मुझे इसे dB से गुणा करना चाहिए या मुझे इसे Hc रखना चाहिए लेकिन मैंने इसे B0dB लिख सकता हूं क्योंकि यह Hc है लेकिन मैंने अभी इसे कोर के आयतन से गुणा बदल किया है और मुझे इसे एयर गेप के आयतन से गुणा करना होगा मैं अब बिल्कुल लिख सकता हूँ B20 मैं जब इसे पूरे फ्लक्स डेन्सिटी रीजन से इंटेग्रेट करता हूँ तो मुझे इसे ऐसे लिखना होगा B20Volume of the air gap यहां शायद मुझे B22c मिलेगा पर ध्यान रखिये cc की तुलना में बहुत ज्यादा होगा तो एयर गेप की फील्ड एनर्जी आइरन कोर की फील्ड एनर्जी से बहुत ज्यादा होगी क्यूंकि एयर गेप को मेग्नेटाईज़ करने के लिए आइरन कोर की तुलना में अधिक करंट और पॉवर की जरूरत होगी हाँ आपको आयतन से भी गुणा करना होगा परन्तु आप एयर गेप से जुडी संपूर्ण ऊर्जा देखें तो आयतन बहुत छोटा है सामान्यत एयर गेप से जुडी ऊर्जा आइरन कोर से जुडी ऊर्जा से ज्यादा होगी मैं सहमत हूँ कि आइरन कोर का आयतन ज्यादा है क्यूंकि फेरो मैग्नेटिक कोर की तुलना में एयर गेप की पर्मिबिलिटी काफी कम है अगर हमें सही कॅल्क्युलेशन्स चाहिए तो हमें इसे शामिल करना होगा तो यहां दो तरह के तरीके लेते है कि आइरन हिस्से में स्टोर्ड एनर्जी काफी ज्यादा है जबकि हम बहुत सारी कॅल्क्युलेशन्स में आइरन हिस्से में स्टोर्ड एनर्जी नगण्य मान लेते है और ज्यादातर ये नगण्य होती है इसीलिए हम इसे नहीं लेते है लेकिन हमारे पास एक एक्सप्रेशन B220 है जो कि एयर गेप से जुडी ऊर्जा है लेकिन अगर मुझे फ्लक्स डेन्सिटी पहले से दी गई है अगर मुझे कोर का आयतन दिया गया है तो मैं इसे एयर गेप के आयतन से गुणा करूँगा तो ये मूल रूप से एयर गेप से जुडी ऊर्जा है id हमेशा के लिए फील्ड एनर्जी का एक्सप्रेशन नहीं है जब तक कि मेकेनिकल मूवमेंट शुन्य नहीं है अगर यह शुन्य है तो idफील्ड एनर्जी का एक्सप्रेशन हो सकता है अब हमें फील्ड एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया है इसीलिए मैं एक और टर्म का परिचय देने जा रहा हूं जिसे को एनर्जी कहा जाता है जिसका कोई भौतिक महत्व नहीं है क्योंकि हम उस को एनर्जी का भी उपयोग करने जा रहे हैं तो आइए हम देखने की कोशिश करते हैं कि को एनर्जी क्या है एक बार हम समझ जाए कि फील्ड एनर्जी को एनर्जी और इलेक्ट्रिकल इनपुट क्या है टॉर्क या फोर्स का एक्सप्रेशन प्राप्त करना हमारे लिए आसान होगा यही कारण है कि मैं पहली बार इन टर्म्स को पेश कर रहा हूं और मैं बिल्कुल पी सी सेन सर के अप्रोच का पालन कर रहा हूं तो कृपया उस पर एक नज़र डालें आपको अगर अभी भी भ्रम हो रहा है यह कम से कम मामलों को कुछ हद तक स्पष्ट करेगा तो आइए हम कहते हैं कि इस तरह से एक मेग्नेटाईज़ेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स है यह स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि मैं एक आइरन कोर की मेग्नेटाईज़ेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स को शायद कुछ एयर गेप के साथ साथ बना रहा हूं यदि यह केवल एयर गेप की एक बड़ी मात्रा के साथ जुड़ा हुआ है तो यह लीनीयर होना चाहिए था अगर मैं एयर गेप कम करता हूँ तो यह नॉन लिनीयॅरिटी की ओर और आगे बढ़ती है तो यह एयर गेप बड़ा है या मुख्य रूप से हम एयर गेप को देख रहे हैं और यहाँ एयर गेप छोटा है और हम जो बना रहे हैं वो i Vs है मैं अब पूरी तरह से पर चला गया हूं मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं हर समय उसे नंबर ऑफ टर्न्स की संख्या से गुणा कर रहा हूं तो यह वही है जो आप विशेषताओं को जानते हैं जो कुछ भी मुझे फील्ड एनर्जी के रूप में मिलता है मूल रूप से उस हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं एक दिए गए एयर गेप के लिए मैं इस हिस्से को फील्ड एनर्जी के रूप में कहता हूं ठीक है जबकि अगर कुछ बचा है तो अगर मैं वास्तव में उसे i कहूं यही वह बिंदु है जहां हम हैं यह i लिखने जा रहा हूँ यह बिंदु i है इसलिए अगर मैं i गुणा करूं तो मुझे आयत का पूरा क्षेत्र मिल जाएगा तो i- फील्ड एनर्जी मैं को एनर्जी के रूप में कहता हूं मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूं वह वास्तव में है आयत का क्षेत्रफल i और यदि i फील्ड एनर्जी जो वास्तव में अक्ष के सापेक्ष वक्र के ऊपर का क्षेत्र है और जो कुछ भी बचा है उसे मैं को एनर्जी कहता हूं तो इस विशेष रूप में मैं अनिवार्य रूप से इस भाग को पूरी तरह से को एनर्जी के रूप में कहने जा रहा हूं ठीक है कृपया ध्यान दें कि जब भी नॉन लिनीयॅरिटी है तो को एनर्जी फील्ड एनर्जी की तुलना में अधिक होती है कृपया ध्यान दें कि यह एक उत्तल वक्र की तरह है इसलिए यह भाग को एनर्जी होने जा रहा है जो वास्तव में को एनर्जी है तो को एनर्जी फील्ड एनर्जी से बड़ी होती है जबकि अगर मेरे पास इस तरह का एक लीनीयर ग्राफ है तो मेरे पास मूल रूप से एक आयत होने वाला है और यह रेखा जो कुछ भी मुझे मिली है इस क्षेत्र को वास्तव में दो हिस्सों में विभाजित करने जा रही है जिसकी वजह से मेरे पास ऊर्जा होगी जबकि यह मेरी को एनर्जी है और यह Vs i का ग्राफ़ है और यह एक लीनीयर वक्र है लीनीयर मेग्नेटाईज़ेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स मुझे जो मिला है वह लीनीयर मेग्नेटाईज़ेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स है जिसके कारण यह wf होगा अगर मैं इसे wf1 कहने जा रहा हूँ तो wfwf1 अगर मैं एक लीनीयर मेग्नेटाईज़ेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए हम को एनर्जी का परिचय दे रहे हैं ताकि हम टॉर्क या फोर्स को को एनर्जी या एनर्जी के रूप में व्यक्त करेंगे यही हम जांचना चाहते हैं यही कारण है कि मैंने को एनर्जी की इस विशेष शब्दावली को पेश किया है को एनर्जी का कोई भौतिक महत्व नहीं है लेकिन आप इसे di लिख सकते हैं जैसे हमने id लिखा किसी मूवमेंट के बिना हमने id लिखा जो वास्तव में फील्ड एनर्जी थी ऊर्जा इसलिए मैं di को एनर्जी के रूप में लिख सकता हूं इसलिए मैं किसी मूवमेंट बिना के लिख सकता हूं wfid wf1di लेकिन हम अभी तक किसी मूवमेंट की बात नहीं कर रहे है अब हम एक केस की बात करने जा रहे हैं जहां मूवमेंट है तो हम कहते हैं कि मैं वही स्ट्रक्चर लेता हूं तो यह एक "C" आकार का चुंबक है और यह एक मूवेबल पार्ट है यह मूवेबल पार्ट अभी तक स्टेशनरी है क्यूंकी फ्रेम में संलग्न एक स्प्रिंग के कारण और हमें कहना चाहिए कि मेरे पास यह दूरी x1है ठीक है अब मैं यहाँ एक करंट प्रवाहित करने जा रहा है तो हम कहते हैं कि मैं यहाँ i से एक करंट प्रवाहित करने जा रहा हूँ जिससे कुछ मूवमेंट हो रहा है लेकिन फिर भी स्प्रिंग इसे बहुत कसकर पकड़ा हुआ है तो शायद x1से यह x2की ओर बढ़ रहा है जो कि मूल x1से कम है इसलिए यह आकर्षित हो गया है लेकिन अभी भी यह अगले "C" आकार के चुंबक से नहीं मारा गया है इसलिए यह अभी भी हिलने की प्रक्रिया में ही है तो शायद यह दूरी x2तक बढ़ रहा है मूल रूप से यह पहले x1 था अब यह x2है इसलिए यह वास्तव में मेरी "C" आकार की फ्रेम "C" आकार की मेग्नेट की ओर थोड़ा बढ़ गया है तो अगर मैं दो दूरियों के लिए फिर से वास्तव में मेग्नेटाईज़ेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स बनाने की कोशिश करता हूं यह i है यह है वास्तव में संभवत पहला मेग्नेटाईज़ेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स इस तरह है दूसरा मेग्नेटाईज़ेशन कॅरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस तरह होगा तो यह x1से संबंधित है यह x2से संबंधित है क्योंकि जब दूरी कम हो जाती है तो मुझे मेग्नेटिक सर्किट में अधिक मेग्नेटिक फील्ड या मेग्नेटिक फ्लक्स चाहिए क्योंकि रिलक्टेन्स कम हो गया है तो यह वही होने वाला है इसलिए अगर मैं कहूं कि यह O है एक विशेष करंट i पर मैं वास्तव वोल्टेज नहीं बदल रहा हूं तो अगर मूवमेंट को बहुत धीरे धीरे करें या मूवमेंट बहुत धीरे धीरे है हर बिंदु पर करंट अपने स्थिर स्थिति तक पहुँच गया होगा जो कि VR है जो कुछ भी कोइल का प्रतिरोध है कृपया समझें कि निश्चित रूप से बीच में ट्रंससीएंट्स होगी क्योंकि इनडक्टेन्स बदल रहा है जैसे जैसे आपका गेप बदलता है इनडक्टेन्स बदलता जाएगा तो हर बिंदु पर आप एक ट्रंससीएंट रिस्पोन्स के लिए जा रहे हैं आप लोगों ने RL सर्किट रिस्पोन्स का अध्ययन किया है अगर इनडक्टेन्स बदल रहा है करंट बदल जाएगा लेकिन स्टेडी स्टेट करंट होगा VR